सभी का स्वागत है तो पिछले मॉड्यूल या सीरीज में हमने डिस्क्रीट कंपोनेंटस के बारे में देखा था और ब्रेड बोर्ड के बारे में भी देखा था इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम फोकस कर रहे हैं अलग कंपोनेंटस के वैल्यूस उसको मेजर करने पर तो अब मैं आपका परिचय टीचिंग असिस्टेंट सीताराम गुप्ता से करवाता हूं वह आपको बताएंगे किस तरीके से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब भी वह डिवाइसेस या इक्विपमेंटस का इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको वह इक्विपमेंटस किस तरीके से काम करता है यह बताऊंगा तो हम शुरू करते हैं रेसिस्टर के मेजरमेंट के साथ तो रेसिस्टर के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा है अब मेरे हाथ में जो रेसिस्टर है उसका वैल्यू क्या है अब मैं देख सकता हूं कि मेरे हाथ में एक रसिस्टर है तो इस रेजिस्टर का वैल्यू क्या है तो इसके लिए मैं सीताराम को दूंगा और वह हमें रेसिस्टेंस का वैल्यू मेजर करके बताएंगे और आप को फोकस करना है उस पर्टिकुलर मल्टीमीटर पर कि किस तरीके से वह रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो पहली चीज जो आपको दिख रही है जो वह कर रहे हैं तो वह मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर रख रहे हैं और उन्होंने उसका वैल्यू 20 किलो ओहम पर रखा है तो आप किसी भी वैल्यू पर शुरू कर सकते हैं यदि आपको उसका वैल्यू नहीं पता हो तो और फिर आप उस प्रोब को बढ़ाते जा सकते हैं हायर वैल्यूस पर तो पहला जो उन्होंने ट्राई किया है वो 20 किलो ओहम है तो जब आप रेजिस्टर को देखते हैं तो प्रोबस को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है तो प्रोब को कनेक्ट करने के लिए आप उसे हाथ में ले सकते हैं और इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और जब आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो आप उसका वैल्यू यहां पर देख सकते हैं तो आप इस तरफ फोकस कर सकते हैं तो आप को कौन सा वैल्यू दिख रहा है तो आपको कोई वैल्यू दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब यह इसका वैल्यू मेशर नहीं कर सकता है तो अब हम इसका वैल्यू बढ़ाते हैं जो पहले 20 किलो ओहम में था तो तब हमें कोई वैल्यू दिख नहीं रहा था तो अब हम उसे बढ़ाते हैं तो हमें 40 दिखता है तो 40 क्या है वह 2000 के रेंज में है तो इसका वैल्यू क्या है लगभग 2 और लगभग 33 20 किलो ओहम के रेंज में तो यह 110 किलो ओहम हैं तो यह फ्लकचुएटिंग है वह इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके हाथ में यह पकड़ा है तो असल में आपको हाथ में पकड़ना नहीं है आप हमेशा ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे उसमें आप रेसिस्टर को इंसर्ट करेंगे और फिर आप उसका रेसिस्टेंस को मेशर करेंगे जब आप रेसिस्टर को इस तरीके से इंसर्ट और फिर जब आप मेशर करते हैं तो काफी एप्रोप्रियेट वैल्यू हमें दिखता है तो अभी यदि आप देखें उसका वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पहले वह 31 32 ऐसे बता रहा था क्योंकि हमने हाथ में उसे पकड़ा था और कनेक्शन प्रॉपर नहीं था अब इस केस में हमें वह वैल्यूऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है क्योंकि हम ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब हम एक दूसरा रेसिस्टेंस लेंगे मेज़रमेंट के लिए यह रेजिस्टेंस मैं उनको दे रहा हूं वह इसे ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट करेंगे मैं आपसे वापस कहना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि यह कितना आसान है पर इसे समझना काफी महत्वपूर्ण है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपको कोई चीज पता हो तब भी हमें ध्यान देना चाहिए तो इसका वैल्यू जो हमें दिख रहा है वह काफी लो है तो हमें नीचे जाना होगा तब तक जब तक हमें उसका वैल्यू दिख जाए 20 किलो ओहम के आसपास तो अभी आप को 214 किलो ओहम का वैल्यू दिख रहा है इस रेसिस्टर के लिए तो यह थी रेसिस्टेंस के बारे में तो काफी आसान है मेशर करना उसी तरीके से यदि आपके पास मल्टीमीटर है जोकि पीला कलर का नहीं है तो उसमें काफी अलग तरीके के सेटिंग्स होते हैं तो इसे यदि आपको इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना हो जैसे मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में दिखाया था तो हम इसे रेसिस्टेंस मोड में रख सकते हैं तो यह रेसिस्टेंस है यह फ्रीक्वेंसी है यह कैपेसिटेंस है तो सब कुछ आप एक ही जगह पर मेशर कर सकते हैं तो अब इन प्रोबस को रजिस्टर पर कनेक्ट करने पर आपको कोई तो वैल्यू दिखेगा तो अब यह ऑटो मोड में है जहां वह ऑटोमेटिकली रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेशर करता है यदि आप किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करें तो हमें 2161 का वैल्यू मिल रहा है जो कि दूसरे वाले के कंपैरिजन में और भी एक्यूरेट है पर मैं आपको बता दूं कि हम इसके एक्यूरेसी को समझने में इंटरेस्टेड नहीं है ना ही इसके रिसॉल्यूशन समझने में इंटरेस्टेड है हम अभी यही समझ रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग कंपोनेंट्स को मेशर करने के लिए तो इस तरीके से हम रेसिस्टर्स का मेज़रमेंट कर सकते हैं अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे जो कि कैपेसिटर है अब हमें इस कैपेसिटर का मेज़रमेंट करना है मल्टीमीटर के इस्तेमाल से क्या आप कैपेसिटर को मेज़र कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि एक कैपेसिटेंस वैल्यू है तो कोई जगह नहीं है जहां पर आप कैपेसिटेंस देख सकते हैं पर इसमें एक जगह है इसे मेजर करने के लिए वही जगह जहां पर हम रेजिस्टेंस को डाल रहे हैं वहां से हम कैपेसिटेंस को भी मेज़र कर सकते हैं अब मैं उनको एक कैपेसिटर दूंगा और वह उसे ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करके उसका वैल्यू मल्टीमीटर से मेशर करेंगे तो उस वैल्यू को पड़ने पर उसका वैल्यू 10 माइक्रो फेरेड है तो अब हम फिर से देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने रजिस्टर को कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं जब आप इसका सेंट्रल पोरशन से कंसीडर नहीं करते हैं तो डेप्थ साइड यह एक कनेक्शन है सीरीज में यह साइड एक कनेक्शन है सीरीज में तो आप रेसिस्टर्स को इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं अब हम कैपेसिटर को मेजर करेंगे तो सिलेक्शन में जो चेंज है वह आप देख सकते हैं इस मोड बटन से आप चेंज कर सकते हैं और उसे आपक कैपेसिटेंस मोड में ला सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रो फैरड या नैनो फैरड है तब हम देखेंगे किस की वैल्यू क्या है तो वह 977 माइक्रो फैरड दिखा रहा है और कैपेसिटर पर लिखा हुआ वैल्यू 10 माइक्रो फैरड है तो वह काफी क्लोज है अब हम एक दूसरा कैपेसिटर देखेंगे सेरेमिक कैपेसिटर कैपेसिटर्स के भी अलग प्रकार है जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स के स्कोप में नहीं है पर इस चीज को आप कवर कर सकते हैं किसी दूसरे कोर्स में जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज पर है जहां पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर क्या है अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर और अलग प्रकार के डायोड के बारे में आप देख सकते हैं तो अब हम देख रहे हैं सेरेमिक कैपेसिटर जो मेरे हाथ में है और वह में सीताराम को दे रहा हूं अब हम देखेंगे इस सेरेमिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे मेजर कर सकते हैं तो वह फिर से कैपेसिटर को ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर रहे हैं वही मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वह प्रोब को कनेक्ट करते हैं तो आपको कैपेसिटर का वैल्यू 4641 नैनो फैराड के आसपास दिखता है इसी आप माइक्रो फैरड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि काफी आसान है तो मेरा पॉइंट यह है कि इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है अब यदि डायोड हो तो हम क्या करेंगे यदि हमारे पास डायोड हो तो क्या हम इसे मेजर कर पाएंगे दोनों मल्टीमीटर से हां आप मल्टीमीटर पर देख सकते हो डायोड के लिए एक सिंबल है जहां पर मैंने अपना उंगली रखा है वहां पर डायोड है और इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर में सेम प्वाइंट पर हम डायोड को मेजर कर सकते हैं तो मैं PN जंक्शन डायोड जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था वह दे रहा हूं अब वह इस PN जंक्शन डायोड को ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर रहे हैं अब हम देख रहे हैं P और N है जैसे मैंने पहले बताया था डायोड में जो सिल्वर रिंग है वह कैथोड है यह काफी आसान तरीका है आईडेंटिफाई करने का पर हमें डायोड को मेजर करना है मल्टीमीटर से तो अब हम मल्टीमीटर की ओर देख रहे हैं अब हम पहचानेंगे कि इस में से एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है जो कि आसान है आईडेंटिफाई करने के लिए अब हम देखेंगे कि हमें कोई वैल्यू दिख रहा है या नहीं तो हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं अभी डायोड कनेक्ट कर रहे हैं यदि हम पॉजिटिव को कनेक्ट करें एनोड के साथ और नेगेटिव जो कि यहां पर ग्राउंड के तरीके से दिखाया गया है उसको कनेक्ट करें कैथोड के साथ तभी हमें वैल्यू दिखेगा और यदि हम इस प्रोब को चेंज करें याने की यदि हम नेगेटिव को एनोड से कनेक्ट करें और पॉजिटिव को कैथोड से कनेक्ट करें तो हमें कोई वैल्यू नहीं दिखेगा तो इस पर क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है नहीं हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यह काफी आसान है आईडेंटिफाई करना कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है अब हम फिर से एक बार देखेंगे इस कनेक्शन को हम ग्राउंड को कनेक्ट कर रहे हैं कैथोड से और पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहे हैं एनोड से तो हमें इमीडीएटली वह चेंज दिख रहा है तो यह आईडेंटिफाई करना काफी आसान है डायोड का एनोड और कैथोड को उसी तरीके से यदि आपको इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना हो डायोड को मेजर करने के लिए तो फिर से हमें मोड फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा उसे हमें डायोड पर चेंज करना होगा जो कि काफी आसान है यहां पर डायोड का सिंबल भी है तो जब आप यह मोड को प्रेस करते हैं यह पीले रंग वाला बटन को तो आप देख सकते हैं कि वह डायोड पर चेंज हो जाता है अब हम देखेंगे जब हम पॉजिटिव को एनोड से कनेक्ट करते हैं और ग्राउंड को कैथोड से कनेक्ट करते हैं तो हम फिर से वही वोल्टेज देख रहे हैं तो यह काफी आसान तरीका है एनोड और कैथोड को पहचानने का यदि आप इसका रिवर्स चीज करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा तो अब तक हमने क्या देखा है हमने डायोड देखा फिर हमने रजिस्टर देखा फिर हमने कैपेसिटर देखा तो यह एक प्रकार से काफी अच्छा है कि हम छोटे से लेकर बड़े कंपोनेंट की ओर बढ़ रहे हैं डायोड भी थोड़ा सा बड़ा है कंपोनेंट के मामले में और उन्होंने सारे कंपोनेंट्स को यहां पर रखा है तो वह काफी अच्छा दिख रहा है अब हम दूसरी चीज देखेंगे जो कि ट्रांसिस्टर है तो क्या यह ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है यह हमें कैसे पता चलेगा यदि आप इस मल्टीमीटर को देखें तो कोई भी ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं है जहां पर हम ट्रांजिस्टर को मेजर कर पाए यहां पर हम ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली रखकर यह पता कर सकते हैं कि यह NPN है या PNP है और उसके लिए हमें HFE वाले पर्टिकुलर मोड में रखना होगा लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था यह और कुछ नहीं बल्कि बिटा है और हम मेशर कर सकते हैं कि क्या यह NPN है या PNP है अब जो मेरे हाथ में है उसे वह इंसर्ट करेंगे और हम फिर डिस्प्ले देख सकते हैं जिससे हम आईडेंटिफाई कर पाएंगे कि NPN ट्रांजिस्टर है या PNP है तो वह शुरुआत में उसे NPN मैं रख रहे हैं और हमें कुछ तो वैल्यू दिख रहा है 145 131 0 7 यह फ्लकचुएट हो रहा है यदि हम इसे PNP रखे तो क्या होगा तो मल्टीमीटर में आप को NPN या PNP में कनेक्ट करना होगा तो जब हम PNP में कनेक्ट करते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं दिख पर जब वह NPN मैं रखते हैं तो आप को वैल्यू में चेंज दिखता है तो जब आप PNP HFE देखते हैं तो कोई चेंज नहीं है इसका मतलब कि यह ट्रांसिस्टर PNP ट्रांजिस्टर नहीं है और वह एक NPN ट्रांजिस्टर है अब हम एक दूसरा ट्रांजिस्टर देखेंगे तो इसका कैसे होगा तो यह दूसरा ट्रांजिस्टर मैं उनको दे रहा हूं वह फिर से उसे शुरुआत में NPN मैं रख कर देखेंगे और आप देख सकते हो कि कोई भी चेंज नहीं है तो इसका यह मतलब की यह ट्रांसिस्टर NPN नहीं है तो क्या यह PNP है तो हम देखते हैं PNP रखने के बाद चेंज हो रहा है तो यह काफी आसान तरीका है यह पहचानने का की ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है तो अब तक हमने क्या देखा है हमने देखा है मल्टीमीटर का रोल डिस्क्रीट कंपोनेंट समझने के लिए पर क्या हम मल्टीमीटर के मदद से AC वोल्टेज मेजर कर पाएंगे तो हां यहां पर एक नॉब् है और हम इसे इस पर्टिकुलर वैल्यू पर कनेक्ट कर सकते हैं तो अब हम ट्रांसिस्टर को बाहर निकालेंगे तो अब हम इसे AC में रखेंगे और यह समझने के लिए कि क्या हम इसे AC के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं उसके लिए हमें एक दूसरे इक्विपमेंट की जरूरत होगी जिसे हम वेरिएबल AC या फिर वेरिएक कहते हैं तो वेरिएक को मैंने इस तरीके से रखा है आपको कंपोनेंट को एक के ऊपर एक ऐसे नहीं रखना है यह सर्किट नहीं है कि आप इसको इस तरीके से रख सके कभी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक के ऊपर एक रखना नहीं चाहिए यह गलत तरीका है सिस्टम को ऑपरेट करने का या फिर गलत तरीका है लैबोरेट्री में इस्तेमाल करने का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करें तो आपका टेबल साफ होना चाहिए और जब आप एक्सपेरिमेंट खत्म करके जाते हैं तब भी आपका टेबल साफ होना चाहिए तो आप को समझना होगा कि लेबोरेटरी में किस तरीके से काम करना चाहिए और इसे हम गुड लैबोरेट्री प्रैक्टिसस कहते हैं जैसे कि किस तरीके से लैब में एंटर करना चाहिए बैग कहां रखना चाहिए कंपोनेंट का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए इक्विपमेंट को किस तरीके से रखना चाहिए यह सारी चीज है काफी महत्वपूर्ण तू जैसे मैंने कहा कि हमें उसके ऊपर नहीं रखना है बल्कि उसके बाजू में रखना है यह काफी वजनदार है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर है जो कि भारी है अब हम इसे पावर सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हैं और पावर सप्लाई को स्विच ऑन कर रहे हैं तो अब आप इस तरह फोकस कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 0 से लेकर 230 वोल्ट तब चेंज होता है यह पावर सप्लाई से कनेक्टेड है जो कि कनेक्टेड है 230 वोल्ट AC से अब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है यदि मुझे इन दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना हो तो मैं फिर से मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूंगा तो अब हम देखते हैं कि सीता राम को इस मल्टीमीटर से कोई वोल्टेज मिलता है या नहीं तो यहां पर वह वो रेड को कनेक्ट कर रहे हैं और यहां पर ब्लैक को तो इसे आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यह AC है अब आप चेंज देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं तो आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है यह लग भग 194 है इसे मैंने 20 के आस पास रखा है यदि मैं इसको बढ़ाते जाऊं तो यह क्या है हम AC वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं इसलिए हम इसे वेरीएक कहते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि जब मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो मल्टीमीटर में भी उसके हिसाब से वोल्टेज बढ़ता है तो यह काफी आसान है तो अब आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरियाक का आउटपुट वोल्टेज क्या है हम उसको बढ़ाते जा सकते हैं और उसी तरीके से हम उसे कम करते जा सकते हैं तो फिर उसका वैल्यू भी नीचे आते जाएगा उसी तरीके से अब फ्रीक्वेंसी क्या है यह एक दूसरा चीज है तो अभी हमने देखा कि हम प्रोब को कनेक्ट करके वोल्टेज मेशेर कर सकते हैं उसी तरीके से अब दूसरे मल्टीमीटर के इस्तेमाल से भी मैशर कर सकते हैं तो वह दूसरे मल्टीमीटर को कनेक्ट करिए यह भी AC मोड में है और आप देख सकते हैं जो चेंज हो रहा है हम चेंज देख सकते हैं जब मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं मैं उसे 105 120 134 138 146 तक ले कर जा रहा हूं और फिर उसे कम करता हूं वापस 0 तक अब क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं है तो हमें 52 मिली वोल्ट के आसपास दिखता है तो इस तरीके से हम AC वोल्टेज को मेजर करते हैं अब यदि मुझे फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तो वह मैं कैसे कर सकता हूं तो हम देखते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी का एक मोड है तो वह अब कनेक्ट करेंगे इसको यह 230 वोल्ट है हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है हम जानते हैं और हम देख भी रहे हैं कि यहां पर 4985 4986 लगभग 50 हर्ट्ज़ के आस पास दिख रहा है तो एक्सपेरिमेंट में हम यह मेजर कर सकते हैं तो जैसे ही आप का इस्तेमाल हो जाता है आपको पावर स्विच ऑफ करना होगा दूसरे पार्ट में काम शुरुआत करने के पहले आपको पावर स्विच ऑफ करना होगा या फिर आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना होगा या फिर सिस्टम के जो रिजल्ट है वह आपको लॉक डाउन करना होगा तो सबसे पहले ही चीज जो आप करते हैं वह है कि आपको पावर स्विच ऑफ करना है तो और मैं उसे पूरी तरीके से बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो इस तरीके से हमें उसे बाहर निकालना होगा उसे कनेक्ट कर कर नहीं रखना है क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जो कि ज्यादा सेफ है सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह फिर से आपका गुड लैबोरेट्री प्रैक्टिसेस में से एक है तो हमने मल्टीमीटर देखा और उसके इस्तेमाल से हम चीजों का मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं वह देखा काफी डिस्क्रीट डिवाइसस के लिए फिर हमने ट्रांजिस्टर देखा PNP और NPN दोनों ट्रांसिस्टर देखा है फिर हमने देखा वेरियाक के इस्तेमाल से वोल्टेज और फ्रिकवेंसी कैसे देखते हैं फ्रीक्वेंसी 4986 के आसपास हमें मिला था वह इसलिए क्योंकि इंडिया में यदि हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वह सिंगल फेस 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है यदि आप दूसरे कंट्री में जाए तो आपको वोल्टेज110 वोल्ट पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है तो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ है तो दूसरा टॉपिक यह है कि कौन सा बैटर है 110 वोल्ट या 230 वोल्ट यदि आप घर का एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का उदाहरण लेते हैं मान लो जूसर या ट्रीमर यह दोनों वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकता है यदि मैं US जाता हूं तो मैं 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ पर इस्तेमाल कर सकता हूं और जब मैं इंडिया में आता हूं तो मैं उससे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यह एक दूसरा इशू है कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण वह दोनों ही वोल्टेज और दोनों ही फ्रीक्वेंसी में चलता है पॉइंट यह है कि मल्टीमीटर के मदद से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं हम रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं NPN PNP DC वोल्टेज DC करंट AC वोल्टेज AC करंट भी मेजर कर सकते हैं तो काफी कुछ मेजर कर सकते हैं पर पॉइंट यह है कि मल्टीमीटर आपके सभी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता है क्या वह आप को DC पावर सप्लाई दे सकता है वह नहीं दे सकता है मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट करता है तो यदि मैं वोल्टेज देना स्टार्ट करो तो कुछ वोल्टेज वहां पर है कांस्टेंट करंट भी है तो मल्टीमीटर के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण वह ऑपरेट होता है तो जैसे मैंने कहा था उसके अंदर बैटरी है कुछ मल्टीमीटर को आप देखें तो उसमें 9 वोल्ट की बैटरी है कुछ मल्टीमीटर में वह थोड़ा सा अलग है मल्टीमीटर का ऑपरेटिंग मेकैनिज्म क्या है तो यही चीज है जो आपको सीखना है तो जैसे मैंने अपने पहले क्लास में कहा था कि आप को पढ़ाने वाले पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना है सभी चीजे बताने के लिए पढ़ाने वाला आपको सामग्री बता सकता है और वह आपको चाय कैसे बनाना है यह एक बार बता सकता है बार बार नहीं बता सकता है तो हर बार आपको एक्सप्लोर करना होगा कि क्या डालना है कितना डालना है कंपोनेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है यह सब पर उसी के साथ आप वह है सेफ्टी यदि आप नहीं जानते हैं तो उसके इस्तेमाल करने से पहले आपको पूछना होगा तो इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का अंत करेंगे अगले सेट ऑफ मॉडल्स में हम DC पावर सप्लाई के साथ शुरू करते हुए दूसरे इक्विपमेंट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे सामने DC पावर सप्लाई है यदि मैं इसे निकालो तो आप क्लीयरली देख सकते हैं कि DC सप्लाई के अंदर क्या है यहां पर भी DC पावर सप्लाई है तो अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि DC पावर सप्लाई कैसे काम करता है उसके प्रकार किया है क्या वह वेरिएबल DC है या कांस्टेंट है और उसके आगे वाले मॉड्यूल में अलग अलग इक्विपमेंट जैसे के फंक्शन जनरेटर ऑसीलोस्कोप के बारे में देखेंगे फिर हम समझेंगे कि कैसे हम इक्विपमेंट्स के मदद से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ एनालॉग एक्सपेरिमेंटस कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर हम यह देख सकते हैं कि इनवर्टिंग एमप्लीफायर कैसे काम करता है नॉन इनवर्टिंग एमप्लीफायर कैसे काम करता है तो यह सब चीजें समझने के लिए आपको इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होगा और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसके बारे में समझना होगा तो अगले मॉड्यूल में हम इस इक्विपमेंट को समझेंगे और फिर हम आगे चलकर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इस इक्विपमेंटस के मदद से जिसमें हम इंडिकेटर सर्किट के साथ डिस्क्रीट कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे धन्यवाद मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में